छात्रों का स्वागत है तो पिछली कक्षा में हम नकद बजट तैयार कर रहे थे हम सीख रहे थे कि नकद बजट कैसे तैयार किया जाए और पिछली कक्षा में हमने जहां छोड़ा था वह था यह जून जुलाई और अगस्त तीन महीने के लिए त्रैमासिक बजट है तो बिक्री बजट बिक्री संग्रह बजट ख़रीद बजट और ख़रीद व्यय बजट और अन्य व्यय बजट तैयार करने के बाद इसलिए हम नकदी बजट पर थे और हमने तिमाही के पहले महीने के लिए नकद बजट तैयार करना शुरू किया जोकि जून का महीना है और हमने उस पिछली कक्षा में जहां छोड़ा था वह यह दिखा कर कि नकदी का शुरुआती शेष कितना है और तब न्यूनतम नकद शेष राशि जो चाहिए या रखी जानी चाहिए वह 25000 है इसलिए वर्तमान परिचालन के लिए नकद 4000 डॉलर था फिर हमने बिक्री से संग्रह 376000 डॉलर और अलग अलग खातों के लिए भुगतान लिए और फिर अंत में हमें पता चला कि अब नकारात्मक शेष है यदि आप नकद के संदर्भ में कुल प्राप्तियों और भुगतानों की तुलना करते हैं तो हमने वहां पाया है कि हमारे भुगतान आप कह सकते हैं कि जो हमने संग्रह प्राप्त किया है उससे अतिरिक्त से अधिक हैं तो हमें इसका मतलब है कि यहां शुद्ध शेष का पता लगाना होगा शायद अगर आपको यह पता चले कि शुद्ध नकद प्राप्तियां या संवितरण किया गया कि कितना प्राप्त हुआ है कितना संवितरण हुआ अगर आप उसका अंतर ढूंढे हैं तो हमें पता चलता है कि यह 322000 है डॉलर एक नकारात्मक शेष है जो हमारे पास था क्योंकि हमने अधिक भुगतान किया था और या तो हमें कम मिला भुगतान ज्यादा करना पड़ा था तो शुद्ध शेष 322000 या 322000 नकारात्मक शेष था तो इस शेष राशि में हम इस राशि का कितना उपयोग करते हैं जोकि 4000 डॉलर है इसलिए यदि आप इसका उपयोग करते हैं जो कि वर्तमान परिचालनों के लिए उपलब्ध है तो आपकी नकदी की कमी 322000 डॉलर से घटकर 318000 डॉलर हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब इस नकदी को किसी अन्य स्रोत से जुटाना होगा क्योंकि यह आंतरिक रूप से संगठन में उपलब्ध नहीं होगा हमें इसे कुछ अन्य स्रोतों बाहरी स्रोतों से जुटाना होगा और जहां से इसे व्यवस्थित किया जाएगा हम सभी समझ सकते हैं कि यह वित्तपोषण व्यवस्था से जुटाया जाएगा इसलिए हमें वित्तपोषण की व्यवस्था करनी होगी और जो इस मामले में स्पष्ट रूप से दी गई है कि अगर नकदी की कमी है तो आप इसे बैंक से उधार ले सकते हैं और अगर नकदी की अधिकता है तो वापस लौटाया या बैंक में जमा किया जा सकता है और उधार लेना और नकद जमा करना महीने की शुरुआत में होना चाहिए और जो भी ब्याज हम उस पर भुगतान करते हैं उसे 10 डॉलर का गुणांक होना चाहिए और जो भी मूल धन हम बैंक को वापस लौटाते हैं वह 1000 के गुणांक में होना चाहिए चाहे हम बैंक में वापस लोटाए या हम बैंक से उधार लें जो कि 1000 डॉलर से अधिक में होना चाहिए इसलिए अब हमें जून के महीने में पता चला है कि हमारे पास 318000 का नकारात्मक शेष है जिसे हमें कहीं से जुटाना है जो इस बजट की सुंदरता है जिसे हम पहले से जानते हैं पहले वास्तव में इसका मतलब है कि कार्य परिचालन शुरू करने से पहले या इससे पहले की हम जून के महीने के संचालन तक पहुंचे हम यह पहले से जानते हैं कि जब यह जून का महीना आएगा तो हमारी प्राप्तियां कम होंगी हमारे भुगतान अधिक होंगे इसलिए 318000 डॉलर का नकारात्मक शेष होगा जिसको हमें कुछ स्रोतों से जुटाना होगा यही कारण है कि इस मामले में यह दिया गया है कि उधार महीने के शुरू में होना चाहिए इसलिए हम इसे पहले से ही जानते हैं कि बजट हमारी कमी को पूरा करने में कितना सक्षम है यह 318000 डॉलर है जिसे हमें किसी स्रोत से जुटाना होगा और इसके लिए हमें वित्तपोषण की व्यवस्था की आवश्यकता है तो अगले पन्ने पर हम जून के महीने को जारी रखेंगे और फिर हम वापस आकर मासिक बजट जुलाई के महीने के लिए तैयार करेंगे जोकि जुलाई के अंत तक जाएगा तो हम इसका मतलब यह है कि यह विशेष बजट नकदी बजट दो पन्नों में जारी रख रहे हैं इसलिए मैं अगले पन्ने पर जा रहा हूं लेकिन हम जून के महीने के साथ जारी रख रहे हैं हम अभी जुलाई के महीने में नहीं गए हैं तो मैं अंत में जून के महीने के लिए शुरुआती शेष के साथ शुरू होने की गणना करुंगा मैं जून के महीने के लिए समापन शेष की गणना करुंगा जो कि जून के महीने के लिए नकदी का समापन शेष है चाहे वह आंतरिक संग्रह से हो या उधार से जो भी नकदी की राशि जून महीने के अंत में हमारे पास बची है वह नकदी का समापन शेष जुलाई महीने के लिए शुरुआती शेष बन जाएगा इसलिए हमें जून के महीने के लिए नकदी के समापन शेष का पता लगाना होगा इसलिए मैं जून के महीने में जारी रख रहा हूं लेकिन पन्ने पर ठीक है तो फिर से इस पन्ने पर वापस आएँगे इसलिए फिर से मैं नकदी बजट जारी रख रहा हूं तो इस मामले में हमने विवरण लिखा है तो इसका मतलब है कि अब यह नकदी बजट है और फिर से हम लगभग वही काम कर रहे हैं जो है विवरण यह फिर से जून है फिर यह है जुलाई और फिर यह अगस्त सही है ये तीन महीने फिर से हैं इसलिए अब हम जून के महीने के साथ जारी रखते हैं इसलिए मैं यहां जो लिखने जा रहा हूं वह यह है कि अब हम वित्तपोषण व्यवस्था वित्तपोषण व्यवस्था के साथ शुरुआत कर रहे हैं इसलिए वित्तपोषण की व्यवस्था हम जो करने जा रहे हैं वह वित्तपोषण व्यवस्था जो हम यहां करने जा रहे हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है उदाहरण के लिए हमें अब नकदी की उधारी के लिए जाना था इसलिए बैंक से नकदी उधार लेना महीने की शुरुआत में बैंक से महीने की शुरुआत में और वह महीना कौन सा है महीने की शुरुआत का मतलब होता है महीने की शुरुआत में नकदी का उधार लेना और वह उधार हम कितना ले रहे हैं यह कमी 318000 डॉलर की है जिसे हम उधार ले रहे हैं ठीक है अगले कॉलम में जो हमें करना होगा जोकि ब्याज भुगतान है 10 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान है इसलिए चूंकि हम जून के महीने में यहां उधार ले रहे हैं इसलिए हम कुछ भी नहीं लौटा रहे हैं इसलिए हम ब्याज नहीं देंगे इसलिए मैं इसे खुला रख रहा हूं लेकिन हमें अगले महीने इस कॉलम की जरूरत है इसलिए मैं यह कॉलम तैयार कर रहा हूं तो इसमें कुछ भी नहीं होने जा रहा है और फिर कह सकते हैं कि कुल जोड़ निकालना है या आप इसे ब्याज की अदायगी कह सकते हैं और फिर मूल की अदायगी मूल की अदायगी कह सकते हैं इसलिए मूल का पुनर्भुगतान भी यहां नहीं होगा क्योंकि हम जून के महीने में जून की शुरुआत में उधार ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस मामले में हम केवल उधार ले रहे हैं तो बैंक से नकदी का उधार महीने की शुरुआत में 318000 हैं ब्याज भुगतान केवल तभी आएगा अगर हम किसी कर्ज को उपलब्ध अधिशेष धन होने की स्थिति में वापस करते हैं तब हम ब्याज की गणना करेंगे और फिर हम मूल धन भी वापस कर देंगे इसलिए हम यहां कॉलम बनाने नहीं जा रहे हैंमतलब की हम किसी भी आंकड़े को नहीं डाल रहे हैं लेकिन हमें कॉलम बनाने हैं क्योंकि जुलाई के महीने में अधिशेष हो सकता है हमें तब वापस लौटाना होगा तो हमें उधार नहीं लेना होगा फिर हम यहां डालेंगे फिर हमें वापस लौटना होगा क्योंकि हमारे पास अधिशेष नकदी है इसलिए हम बैंक को भुगतान वापस करने के लिए उनकी अधिशेष नकदी का उपयोग करेंगे तो फिर हम ब्याज और मूल भुगतान की गणना करेंगेयहां आंकड़े डालेंगे और फिर समापन नकदी शेष का पता लगाएंगे ठीक है तो अब आप यहाँ कुल नकदी वृद्धि कमी लिखते हैं कुल नकदी वृद्धि कमी वित्तपोषण के बाद वित्तपोषण के बाद तो इसका मतलब है कि अब क्या हुआ है आप यहां डालें जोकि वित्तपोषण के बाद पूरी नकदी बढ़ोतरी है318000 डॉलर इसलिए हमने यहां गणना की है जोकि 318000 डॉलर है सिर्फ इसलिए कि हमारे पास उधार है और अंत में आपको यहां डालना होगा क्योंकि अंतिम राशि समापन नकदी शेष है समापन नकदी शेष तो अब कितना समापन नकदी शेष है हमारे पास समापन नक़दी शेष वह है जो हम बैंक से उधार ले रहे हैं क्योंकि अगर आप पिछले पन्ने पर जाते हैं तो हमारे पास 318000 डॉलर की कमी थी हम बैंक गए हमने बैंक 318000 डॉलर का कर्ज लिया था हम उसका उपयोग करते हैं तो 318000 डॉलर के वित्तपोषण के बाद कुल नकदी वृद्धि कमी का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग हम चालू माह के भुगतान के लिए करेंगे तो इसका मतलब है कि अंततः हमारी कुल प्राप्तियां और उधारी भुगतानों के बराबर होगी इसलिए हमारे पास किसी बकाया भुगतान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सभी भुगतान आंशिक रूप से हमारे स्वयं के बिक्री संग्रहों से किए जाते हैं आंशिक रूप से बैंक से उधार लेकर और अंत में आपके पास समापन नकदी शेष केवल इतना ही बचा है जिसे हमने न्यूनतम वांछित शेष के रूप में रखा था जो कि 25000 डॉलर है तो केवल यही राशि है जो हमारे पास बची है यह समापन नकद शेष राशि कितनी है 25000 डॉलर यह अभी जून के महीने के लिए समापन नकदी शेष है फिर से हम वापस जाते हैं और फिर हम जुलाई के महीने के लिए बजट तैयार करते हैं अब जुलाई के महीने के लिए फिर से आपको लगभग सब भरना है अब सभी कॉलम तैयार हैं आपको केवल जुलाई के महीने के लिए आंकड़े भरने हैं और अगर हम जुलाई के महीने के लिए आंकड़ा भरेंग तो शुरुआती नकदी शेष क्या है जो कि जून महीने के लिए समापन नकदी शेष है तो जून के महीने के लिए नकद शेष राशि 25000 डॉलर है यह माफ कीजिए बन जाएगा यह जुलाई के महीने के लिए शुरुआती नकदी शेष के रूप में बन जाएगा और यह कितना है 25000 डॉलर ठीक है न्यूनतम वांछित नकदी फिर से 25000 डॉलर है जिसे हमें न्यूनतम नकदी शेष के रूप में रखना होगा तो परिचालन के लिए उपलब्ध नकद राशि कितनी है शून्य वर्तमान माह के शुरुआती शेष से कोई नकदी उपलब्ध नहीं है कुछ भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमारे पास केवल 25000 डॉलर हैं हमें इस 25000 डॉलर को न्यूनतम नकदी शेष के रूप में रखना होगा सुरक्षा स्टॉक आप ऐसा कह सकते हैं संचालन के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है अब हमें संग्रह की तलाश करनी है जुलाई महीने के लिए कितना संग्रह हैं इसके लिए यदि आप उस बिक्री संग्रह अनुसूची को फिर से देखें जो हम पिछली कक्षाओं में तैयार कर चुके हैं उस अनुसूची से आप जुलाई के महीने के लिए हमारे संग्रह का पता लगा सकते हैं कि 607000 डॉलर कितना है जो आप बिक्री संग्रह अनुसूची के संदर्भ में देखते हैं यह राशि 607000 डॉलर है और इस मामले में हमें अब भुगतान करना होगा तो ख़रीद के लिए भुगतान क्या हैं आप ख़रीद संवितरण अनुसूची के लिए जाते हैं और उस मामले में हम ख़रीद के लिए 240000 का भुगतान कर रहे हैं यह ख़रीद के लिए पहला भुगतान है फिर हमें वेतन मजदूरी और दलाली के लिए भुगतान करना होगा हमें कितना भुगतान करना है यह राशि जो हम भुगतान कर रहे हैं वह जुलाई के महीने में 80000 है जो उस अनुसूची से भी आ रही है और फिर हमें अन्य चर खर्चों के लिए कितना भुगतान करना है अन्य परिवर्तनीय खर्चों के लिए हमें 4 प्रतिशत की दर से भुगतान करना होगा और यह राशि कितनी निकल कर आती है यह निकल कर आती है 16000 सही है यह राशि 16000 डॉलर है जो हम भुगतान करने जा रहे हैं इसलिए एक भुगतान हम 240000 डॉलर का कर रहे हैं और अन्य भुगतान जो हम कर रहे हैं वह लगभग 80000 डॉलर है एक और भुगतान है जो हम कर रहे हैं 16000 डॉलर का जो भी हमें फिक्सचर्स के लिए भुगतान करना है नहीं हमें अब फिक्सचर्स के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना है इसलिए फिक्सचर्स और निश्चित खर्च हाँ अब आपको निश्चित खर्च करने होंगे जो कि हमेशा तय रहते हैं हमें 55000 डॉलर का भुगतान करना होगा जो हम इस फिक्सचर्स के लिए भुगतान कर रहे हैं हम कुछ भी भुगतान नहीं कर रहे हैं क्योंकि केवल फिक्सचर्स का अधिग्रहण किया गया था और जून के महीने में भुगतान किया जाना था जिसे मई के महीने में अधिग्रहण किया गया था और इसके लिए भुगतान हमें जून के महीने में करना होगा इसलिए जुलाई में कोई फिक्सचर्स नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए सही है अब आप फिर से इसका पूरा जोड़ करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं यह एक आंकड़ा है जो कुल संग्रह है और ये कुल भुगतान हैं चार खातों पर आप शुद्ध शेष राशि कैसे ढूंढेंगे मैंने जो यहां लिखा है वह है शुद्ध नकद प्राप्ति संवितरण तो इसका मतलब है कि अगर आप इसे पूरा करते हैं तो हमारे पास है जोकि अब आप पाएंगे कि शुद्ध शेष है यह 216000 है 216000 डॉलर का सकारात्मक शेष अब हमारे पास उपलब्ध है पहले यह नकारात्मक शेष था अब हमारे संग्रह अधिक हैं और हमारा भुगतान कम है तो वहां 216000 डॉलर का सकारात्मक शेष है और नकद का अतिरिक्त या घाटा है ठीक नकद अतिरिक्त या घाटा कितना है फिर से यह 216000 डॉलर है यह अब नकदी से अधिक है मैं इसे ब्रैकेट में नहीं डाल रहा हूं पहले यह एक घाटा था इसलिए हम इसे ब्रैकेट में डाल रहे हैं अब यह एक अधिशेष सकारात्मक आंकड़े हैं तो यह 216000 है मैं इसे ब्रैकेट के बिना खुले में रखता हूं इसलिए अब हमारे पास कोई राशि उपलब्ध नहीं है यह 0 है इसलिए केवल अधिशेष 216000 है जो जुलाई के महीने में बिक्री संग्रह से अधिशेष के रूप में आया है और चूंकि भुगतान कम हैं संग्रह की तुलना में संवितरण कम है तो हम सकारात्मक शेष के साथ रह जाते हैं यह शेष राशि 260000 है अब हम जुलाई के महीने के लिए अगले विवरण में जारी रखते हैं और अब हमें वित्तपोषण व्यवस्था को करना होगा अब यदि आप वित्तपोषण व्यवस्था के लिए जाते हैं तो महीने की शुरुआत में बैंक से ऋण लेते हैं हमारे पास अधिशेष है तो क्या मैं बैंक से उधार लेता हूं हम बैंक से अभी कुछ भी उधार नहीं लेने जा रहे हैं तो हम वित्तपोषण व्यवस्था में यहां क्या करने जा रहे हैं शून्य हम कुछ भी उधार लेने नहीं जा रहे हैं लेकिन अब हमारे पास कितना अधिशेष है 216000 डॉलर जिससे हम उस उधार का भुगतान कर सकते हैं जिसे हमने जून के महीने में बैंक से उधार लिया है हमने 318000 डॉलर उधार लिए हैं लेकिन हम इस स्थिति में नहीं हैं कि 318000 डॉलर की इस पूरी राशि का भुगतान कर पाए हमारे पास केवल 216000 डॉलर का अधिशेष है तो इसका मतलब है कि हम इस धन का उपयोग कर सकते हैं कम से कम जितनी भी राशि है अगर कमी है तो किसी भी महीने में आप बैंक से उधार ले लेते हैं और यदि कोई अधिशेष है तो आप बैंक में जमा कर देते हैं तो इस तरह उधार लेना और उधार देना जारी रहता है और व्यवसाय सुचारु रूप से चलता है इसलिए हमें इस 216000 का उपयोग उधारी के उस हिस्से का भुगतान करने के लिए करना होगा जो हमने पिछले महीने में किया था तो इस मामले में शर्त यह है कि जब आप बैंक को मूल धन वापस करते हैं तो आपको इसे दो भागों में विभाजित करना होगा जितना भी अधिशेष उपलब्ध हो 216000 आप मूल धन के रूप में भुगतान नहीं कर सकते आपको दो भागों में द्विभाजन करना होगा और आपको इस तरह के मामले में द्विभाजित करना होगा कि 10 रुपए या डॉलर के गुणांक में ब्याज और 1000 डॉलर के गुणांक में मूल को वापस भुगतान किया जा सकता है और यदि कोई राशि बच जाती है उसे समापन शेष में जोड़ा जाएगा अब हमारे पास एक 216000 डॉलर का अधिशेष है हमें यहां एक और परीक्षण और त्रुटि विधि का उपयोग करना है और परीक्षण और त्रुटि विधि की सहायता से हमें यह पता लगाना होगा कि दो सबसे अच्छे आंकड़े क्या हो सकते हैं दो अच्छे आंकड़े क्या हो सकते हैं जो मतलब कि पूरी तरह से इस अतिरिक्त अधिशेष को मूल भुगतान और ब्याज भुगतान में विभाजित कर सके और इस परीक्षण और त्रुटि के बाद हमें पता चला है कि यदि आप 216000 डॉलर में से कितने महीनों के लिए इस राशि पर यदि 212000 डॉलर मूल राशि का भुगतान करते हैं दो महीने में हमने 318000 डॉलर उधार लिए हैं उसमें से हम अभी जुलाई की महीने में 212000 डॉलर वापस करने की स्थिति में हैं इसका मतलब है कि हमें 212000 डॉलर की इस राशि का भुगतान करना होगा जिसका उपयोग हम कितने महीनों तक किए हैं दो महीने जून और जुलाई तो हमें इस ब्याज के साथ वापस आना होगा और 10 प्रतिशत की दर से दो महीने की अवधि के लिए कितनी ब्याज दर निकलती है यह राशि ब्याज भुगतान के लिए लगभग पूर्णांक 3530 आती है और हम मूल धन के रूप में कितना भुगतान करने जा रहे हैं 212000 तो यह कुल राशि कितनी आती है क्योंकि ये भुगतान हैं इसलिए हम इसे ब्रैकेट में डाल रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम कितनी कुल राशि का भुगतान कर रहे हैं वित्तपोषण के बाद कुल नकदी वृद्धि या कमी तो इसका मतलब है कि हम जो भी राशि का भुगतान कर रहे हैं वह कितनी घट जाती है कम होने का मतलब है बैंक को वापस भुगतान करना वृद्धि का मतलब है बैंक से उधार लेना तो यह राशि कितनी है यह राशि 215530 या 215530 रुपये आती है जिसे हमने बैंक को वापस भुगतान किया था जिसमें 212000 मूल राशि है और 3530 ब्याज है इसलिए कुल राशि 215530 रुपये आती है जिसे हम बैंक में वापस कर रहे हैं इसलिए 318000 उधारों के इस आंकड़े से हम जुलाई के अंत में 212000 रुपये वापस कर चुके हैं इसलिए अगस्त के महीने में 106000 का शेष बचा है अब हमें जुलाई के महीने में अंतिम रूप से यह पता लगाना है कि समापन नकदी शेष क्या है समापन नकदी शेष कितना है आइए हम वापस जाते हैं यह एक राशि 25000 को आगे ले जाया जाएगा इसलिए यह यहां 25000 हो जाएगा साथ ही इस 216000 में से हमारे पास कितना अधिशेष 216000 थाकितना हमने बैंक को मूल धन और ब्याज देने में उपयोग किया 215530 215530 हमने उपयोग किया है तो इसका मतलब यह है कि इस राशि से 216470 रुपये हमारे पास बचे हैं हम इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हमें बैंक को कई हजारों में भुगतान करना होगा इसका मतलब 212000 और उसके ऊपर ब्याज का भुगतान करने के बाद हमारे पास बचे हैं 470 रुपये या 70 डॉलर जो यहां वापस जोड़े जाएंगे तो आपकी समापन नकद शेष राशि 25470 होगी तो यह जुलाई के महीने के लिए हमारा समापन नकद शेष है यह जुलाई के महीने के लिए समापन नकदी शेष है स्पष्ट है अब हम वापस जाते हैं और फिर से अगस्त के महीने के लिए बजट तैयार करते हैं यदि आप अगस्त के महीने के लिए बजट तैयार करते हैं तो अब यहाँ क्या शुरुआती शेष है जुलाई महीने के लिए समापन शेष कितना है 25470 डॉलर और यह अब अगस्त महीने के लिए शुरुआती शेष बन जाएगा यह 25470 डॉलर है जो शुरुआती शेष है फिर न्यूनतम नक़दी जो हमें रखना होगा वह है 25000 सही है इसलिए अब परिचालन के लिए उपलब्ध नक़दी कितनी है 470000 डॉलर नक़दी परिचालन के लिए उपलब्ध है यह उपलब्ध है पहले महीने में 4000 डॉलर 25000 नकदी के सुरक्षा स्टॉक के रूप में रखने के बाद उपलब्ध थे जुलाई में हमारे पास 0 कुछ भी नहीं है क्योंकि शुरुआती शेष राशि बस सुरक्षा स्टॉक के बराबर थी और अगस्त के महीने में आपका शुरुआती शेष राशि 25470 है जो 470 से अधिक है जो कि 25000 के सुरक्षा संतुलन से अधिक है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास यह राशि डॉलर 470 है जो परिचालन के लिए उपलब्ध नकदी की राशि के रूप में हमारे साथ उपलब्ध है तो हम देखेंगे कि हम इस राशि का उपयोग कैसे कर सकते हैं अब हम फिर से यही काम करते हैं हम नकद प्राप्ति संवितरण जारी रख रहे हैं अब अगस्त महीने के लिए प्राप्तियां कितनी हैं यदि आप अगस्त महीने के लिए प्राप्तियों को देखते हैं तो बिक्री संग्रह अनुसूची पर वापस जाए यह राशि जो निकल कर आती है वह 454000 डॉलर है 454000 डॉलर यह अगस्त के महीने या अगस्त के महीने के दौरान बिक्री का संग्रह है हम कितना भुगतान करने जा रहे हैं जोकि सामग्री के लिए फिर से 240000 है हम भुगतान करने जा रहे हैं ठीक है और इस खर्च के मामले में समान आंकड़े 80000 क्योंकि बिक्री का आंकड़ा समान है इसका मतलब है कि उनकी बिक्री के अनुपात में गणना करनी होगी और अंत में हम यहां कितना भुगतान करने जा रहे हैं यह 16000 सही है और निश्चित खर्चों के कारण फिर से वही भुगतान जो हम करने जा रहे हैं वह है 55000 डॉलर फिक्सचर्स कुछ भी नहीं है हमारे पास जुलाई के महीने में या अगस्त के महीने में कोई फिक्सचर्स नहीं हैं इसलिए उसके लिए कोई भुगतान नहीं है इसलिए आपको यह पता लगाना होगा कि शुद्ध नकद प्राप्त वितरित किया गया शुद्ध शेष राशि क्या है प्राप्तियां अधिक है या संवितरण नहीं हैं या हमारा शुद्ध शेष क्या है अगर आपको यह शुद्ध शेष यहाँ मिलता है तो आपको पता चलेगा कि यदि आप देखते हैं कि ये कुल संग्रह हैं और ये चार कुल भुगतान हैं यदि आप कुल भुगतान करते हैं और उसे 454000 डॉलर के कुल संग्रह से घटाया जाता है तो यह राशि कितनी निकल कर आती है यह राशि 63000 डॉलर के रूप में निकल कर आती है जो फिर से एक सकारात्मक शेष है इस महीने में भी हमारे पास कितना अधिशेष है जोकि 63000 डॉलर है इस महीने में हमारे पास उपलब्ध सकारात्मक शेष है 63000 डॉलर हमारे पास उपलब्ध सकारात्मक शेष है तो इसका मतलब है अब कुल कितनी राशि उपलब्ध है हमारे पास यह राशि 470 डॉलर परिचालन के लिए उपलब्ध है और अतिरिक्त हमें 63000 का अधिशेष मिला है जो भुगतानों के ऊपर संग्रह का संवितरण के ऊपर संग्रह का अधिशेष है तो अब हमारे पास उपलब्ध कुल राशि 63470 डॉलर है जिसका उपयोग से उधार के पुनर्भुगतान के लिए किया जा सकता है तो अब हमारे पास उपलब्ध उधार का शेष क्या है कितनी शेष राशि उपलब्ध है कि हमारे पास कितना उधार उपलब्ध है आप इसका उपयोग कर सकते हैं यह कुल राशि है जोकि नकदी की अधिकता अधिकताकमी 63470 डॉलर है सही है ना आइए हम अगले विवरण को अगस्त महीने के लिए जारी रखें और वित्तपोषण व्यवस्था के बारे में बात करें यदि आप वित्तपोषण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो पहला भाग उधार है हमारे पास अधिशेष है तो उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है हम इसका उपयोग ऋण के शेष राशि का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं तो कुल कितनी राशि उपलब्ध है उधार फिर से शून्य है जुलाई के महीने की तरह हम अगस्त महीने के लिए कुछ भी उधार नहीं लेने जा रहे हैं लेकिन हमारे पास यह राशि 63470 डॉलर है जिसे हम उधार के शेष का भुगतान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं तो फिर से आपको प्रयत्न त्रुटि विधि का उपयोग करना होगा कि कुल 63470 डॉलर में से बैंक को मूल के रूप में कितना भुगतान किया जा सकता है और उस राशि में से कितना ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है तो प्रयत्न त्रुटि विधि के बाद यदि आप कुल राशि की गणना करते हैं यदि आप इसे मान ले कि उदाहरण के लिए हम अपने मूल का कितना भुगतान करते हैं 61000 हम इसे वापस बैंक को 61000 का भुगतान कर रहे हैं अधिशेष के 63000 डॉलर में से हम 61000 डॉलर को 106000 के शेष उधार को समायोजित करने के लिए बैंक को वापस भुगतान करने के लिए उपयोग करते हैं तो कम से कम और 61000 हम बैंक को पुनः भुगतान कर देंगे तो शेष बच जाएगा सही है अब 61000 हम मूल के रूप में लौटा रहे हैं फिर इस 61000 पर कितना मूल क्षमा कीजिए ब्याज 10 प्रतिशत की दर से आएगा और यह ब्याज यदि आप 61000 पर 3 महीने की गुणवत्ता अवधि के लिए 10 प्रतिशत की दर से निकालते हैं तो वह राशि कितनी निकलती है पूरा किया आंकड़ा 1530 है यह 1530 डॉलर है तो हम इसे ब्याज के रूप में लौटा रहे हैं और यह राशि हम मूल के रूप में लौटा रहे हैं इसलिए उपयोग की गई 63000 में से कुल राशि 62530 है इसलिए इसका मतलब है 62530 कुल नकद वृद्धि हुई है या कमी यह अब कमी है हम इसे वापस कर रहे हैं यह 62530 डॉलर 62530 डॉलर के रूप में निकलती है हमने 61000 मूल और 1530 ब्याज के साथ बैंक को वापस कर दिया है इसलिए इस 63000 से कितना समापन नकद शेष है हम कुछ राशि के साथ रह जाते हैं और वह राशि कितनी है 470 सही है और हमारे साथ कितनी राशि है यह राशि 470 है इसका भी कहीं उपयोग नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है 470 जमा 470 जमा 25000 कितनी आती है यह आती है समापन नकद शेष 25940 आ जाएगा यह अगस्त के महीने के लिए आपका समापन नकद शेष है 25940 अगस्त महीने के लिए समापन नकदी शेष है इस प्रकार हमने तीन महीनों के लिए नकद बजट तैयार किया है आप त्रैमासिक बजट कह सकते हैं या इस तिमाही में 3 महीने जून जुलाई अगस्त मतलब की हमें कुल बजट को तैयार करना है अंतिम उद्देश्य है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दो प्रकार के बजट तैयार कर सकते हैं या मास्टर बजट में दो घटक होते हैं एक घटक परिचालन बजट है दूसरा घटक वित्तीय बजट है परिचालन बजट परिचालन बजट का अंत है परिचालन बजट की शुरुआत बिक्री पूर्वानुमान के साथ होती है इसका मतलब है कि हम बाजार में जो बिक्री करने जा रहे हैं उसका आकलन करते हैं फिर हम संबंधित अनुसूचीबिक्री अनुसूची फिर बिक्री संग्रह अनुसूची ख़रीद अनुसूची ख़रीद संवितरण अन्य व्यय अनुसूची तैयार करते हैं और परिचालन बजट का अंत आय विवरण या बजटीय लाभ और हानि खाता है यह तिमाही के लिए लाभ और हानि खाते को एक साथ तीन महीने के लिए पूरे बजट के लिए होता है और वित्तीय बजट की समाप्ति बजटीय बैलेंस शीट से होती है तो वित्तीय बजट के तहत आपको दो विवरण तैयार करने होंगे एक है नकदी बजट जिसे हमने तैयार किया है और दूसरा हिस्सा यह होगा कि जोकि वित्तीय बजट का अंत होगावह बजटीय बैलेंस शीट होगी जो कि तैयार की जाएगी लेकिन पहले हम बजट परिचालन विवरण को तैयार करेंगे बजटीय आय विवरण या बजट लाभ और हानि खाते को तैयार करेंगे और यह परिचालन बजट का अंत होगा उसके बाद मैं इस समस्या के लिए इस मामले के लिए बजटीय बैलेंस शीट तैयार करुंगा जो वित्तीय बजट का अंत होगा इसलिए बजटीय लाभ और हानि खाता या बजट आय विवरण और बजटीय बैलेंस शीट तैयार करके हम तीन महीने की इस तिमाही के लिए एक पूर्ण बजट मास्टर बजट के साथ तैयार होंगे जो कि जून जुलाई और अगस्त के लिए है सही इसलिए अब तक हमने सीखा कि विभिन्न अनुसूचियां और नक़दी बजट कैसे तैयार करें अगले भाग के लिए हम इस के साथ शुरू करेंगे जोकि बजट आय विवरण बजट आय विवरण की तैयारी करना है तो यह बजट आय विवरण है या आप इसे बजटीय लाभ और हानि खाते के रूप में कह सकते हैं मैं इसे आसान समझ के लिए टी प्रारूप में तैयार कर रहा हूं आप उस ऊर्ध्वाधर क्रम में भी तैयार कर सकते हैं इसका मतलब है कि इन दिनों हम ऊर्ध्वाधर क्रम में बनाते हैं लेकिन अगर मैं टी प्रारूप में तैयार करता हूं तो यह आपके लिए समझना बहुत आसान होगा इसलिए हम इस बजट आय विवरण के पहले प्रारूप को तैयार करेंगे और बजटीय आय विवरण का प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा यह साधारण प्रारूप है टी प्रारूप जिसे आप देख रहे होंगे हालांकि सामान्य रूप से हम इन दिनों ऊर्ध्वाधर प्रारूप में तैयार करते हैं लेकिन मैं टी प्रारूप में तैयारी कर रहा हूं क्योंकि यह हमें चीजों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा तो यह बजटीय आय विवरण है बजटीय आय विवरण में दो घटक होते हैं ऊपरी भाग को ट्रेडिंग अकाउंट के रूप में जाना जाता है निचले हिस्से को लाभ और हानि खाते के रूप में जाना जाता है इसमें इस तरह के कॉलम होते हैं यह विवरण है यह है राशि फिर से यह विवरण है और यह राशि है इस कॉलम को हम डेबिट कॉलम DR कहते हैं और इस कॉलम को क्रेडिट कॉलम कहा जाता है जिसे हम CR की मदद से इंगित करते हैं जो क्रेडिट है इसलिए ये दो कॉलम हैं और हमें अब तैयार करना है हमें इन सभी को डेबिट पक्ष में भरना है डेबिट पक्ष सभी खर्चों और नुकसान को ध्यान में रखता है और क्रेडिट पक्ष सभी आय और लाभ को ध्यान में रखता है और फिर हम के अंतर को पता लगाने की कोशिश करते हैं यह पक्ष और यह पक्ष के और फिर हमने यह पता लगाने की कोशिश की कि आय व्यय से अधिक है या नहीं इसलिए अंतर को लाभ के रूप में जाना जाता है लेकिन अगर खर्च आय से अधिक है तो इसका मतलब है कि डेबिट पक्ष क्रेडिट पक्ष से बड़ा है तो शुद्ध संतुलन नुकसान है लेकिन उस नुकसान की सीधे गणना नहीं की जाती है हम उस नुकसान या लाभ की दो चरणों में गणना करते हैं पहला कदम आय विवरण के ट्रेडिंगखाते को तैयार करके आय विवरण के ऊपरी भाग के ट्रेडिंगखाते को तैयार करना है हम क्या करते हैं हम इसे तैयार करते हैं हम एक तरफ बिक्री लेते हैं जो हमारी फर्म का आय राजस्व है और यह सीधे से बिक्री है दूसरी तरफ हम उस प्रत्यक्ष खर्च को लेते हैं तीन प्रत्यक्ष व्यय लेते हैं जो कि सामग्री श्रम और अन्य खर्चों के लिए मेरे खर्च हैं और फिर हम शेष राशि की गणना करते हैं और उस शेष राशि को सकल लाभ कहां जाता है लेकिन यह सकल लाभ अंतिम लाभ नहीं है उस सकल लाभ में से आपको कुछ अन्य खर्चों को भी घटाना होगा जिन्हें अप्रत्यक्ष व्यय कहा जाता है और फिर आपको कुछ अप्रत्यक्ष आय को भी जोड़ना होगा और अंत में फिर आपको निचले हिस्से को फिर से संतुलित करना होगा और फिर इसे उस तिमाही के अंत में उपलब्ध अंतिम लाभ के रूप में कहा जाएगा जिसे आप इसे उपलब्ध लाभ के रूप में कह सकते हैं फर्म इसे एक विभाज्य लाभ के रूप में ले सकती है इसे शुद्ध लाभ के रूप में कहा जा सकता है या इसे शुद्ध परिचालन लाभ के रूप में कहा जा सकता है लेकिन कर से पहले का मतलब की हम तब तक नहीं लेते जब तक की आप उस पर देय कर की गणना नहीं करते क्योंकि हर लाभ कॉरपोरेट लाभ सरकार को भुगतान किए जाने वाले कर से प्रभावित है तो हमें इस मामले में कर के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है इसलिए हम कर से पहले केवल शुद्ध परिचालन लाभ की गणना करेंगे और यही इस विवरण का शुद्ध परिणाम होगा उस विवरण को बजटीय आय विवरण या बजटीय लाभ और हानि खाता कहा जाता है इसलिए मैं इस प्रारूप को यहां तैयार कर रहा हूं और अब यहां रुकूंगी और अगली कक्षा में इन सभी वस्तुओं को यहां भर दूँगा जो भी जानकारी हमने अब तक अलग अलग समय में विभिन्न अनुसूचियों में उत्पन्न की है आप इसे अलग तरीके से कह सकते हैं कि मामले में दी गई जानकारी और उस जानकारी को यहां लाया जाएगा और तब हम इस तिमाही के अंत में जानने की कोशिश करेंगे कि हम कहां अंत कर रहे हैं या हम कितने कुल शेष के साथलाभ और हानि के साथ अंत कर रहे हैं तो वह आय विवरण अगली कक्षा में तैयार करेंगे